नमस्ते सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हम वास्तव में फॉल्ट इंजेक्शन हमलों का एक परिचय देखा था और हम RSA सार्वजनिक कुंजी साइफर पर एक बहुत ही सरल फॉल्ट इंजेक्शन हमला देखा था इस वीडियो में हम एईएस के रूप में जाने जाने वाले एक लोकप्रिय ब्लॉक साइफर पर फॉल्ट इंजेक्शन हमलों को देखेंगे यहाँ धारणा यह है कि दर्शक इस एईएस एल्गोरिथ्म और एईएस एन्क्रिप्शन के साथ जुड़े विभिन्न कार्यों के बारे में जानते हैं तो आइए देखें कि वास्तव में ब्लॉक साइफर पर फॉल्ट हमला कैसे काम करता है इसलिए हम मानते हैं कि हमलावर के पास एक उपकरण है जो एईएस एन्क्रिप्शन की तरह एक एन्क्रिप्शन कर रहा है और इस विशेष एन्क्रिप्शन को करने के लिए डिवाइस में एक कुंजी है जो डिवाइस के अंदर संग्रहीत है अब हमलावर का उद्देश्य डिवाइस से इस गुप्त कुंजी को निकालना है ताकि ऐसा करने के लिए हमलावर फॉल्ट को इंजेक्ट करेगा क्योंकि साइफर वास्तव में एक एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन है यह भी माना जाता है कि हमलावर यह नियंत्रित करने में सक्षम है कि कौन सा प्लेन टेक्स्ट एन्क्रिप्ट किया गया है और क्या वह इसी साइफर टेक्स्ट को देखने में भी सक्षम है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है मूल हमला निम्न प्रकार से है हमलावर एक रेंडम प्लेन टेक्स्ट चुनता है और इसे डिवाइस पर भेजता है और डिवाइस को एन्क्रिप्शन की प्रक्रिया करने के लिए प्रोसेस करता है डिवाइस फिर उस गुप्त कुंजी को चुन लेगा जो डिवाइस के अंदर स्टोर होती है उस विशेष गुप्त कुंजी का उपयोग करके प्लेन टेक्स्ट पर एक एन्क्रिप्शन कर के साइफर टेक्स्ट प्राप्त करता है हम साइफर टेक्स्ट को फॉल्ट फ्री साइफर टेक्स्ट कहते हैं अब हमलावर उसी प्लेन टेक्स्ट का उपयोग करेगा और इसे डिवाइस में पास करेगा और डिवाइस को उस प्लेन टेक्स्ट पर एन्क्रिप्शन करने के लिए मजबूर करेगा और इस एन्क्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान हमलावर अब एक फॉल्ट इंजेक्षन करता है अब फॉल्ट को इंजेक्ट किया गया है और यह एन्क्रिप्शन प्रक्रिया को परेशान करेगा जिसके परिणामस्वरूप एक दोषपूर्ण साइफर टेक्स्ट होगा हमलावर तब गुप्त कुंजी के बारे में कुछ जानकारी में एक दोष मुक्त साइफर टेक्स्ट और दोषपूर्ण साइफर टेक्स्ट का उपयोग करता है इसलिए जब आप वास्तव में एक फॉल्ट को इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि एन्क्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान कुछ गणना गड़बड़ा जाती है अब अगर वह वास्तव में यह सोचता है कि इस विशेष ब्लॉक साइफर में इस विशेष स्थान पर एक फॉल्ट को इंजेक्ट किया जाता है तो यह फॉल्ट इस विशेष ऑपरेशन के आउटपुट को संशोधित करती है फॉल्ट के कारण त्रुटि तब साइफर के शेष हिस्सों में फैलती है इसलिए ये लाल रेखाएं हैं जो दिखाती हैं कि कैसे फॉल्ट साइफर संरचना के माध्यम से फैलता है और अंततः साइफर टेक्स्ट के सभी बिट्स को प्रभावित करता है इस प्रकार हमलावर के पास 2 साइफर टेक्स्ट होता है दोष मुक्त साइफर टेक्स्ट और दोषपूर्ण साइफर टेक्स्ट इसलिए दोषपूर्ण साइफर टेक्स्ट को C के रूप में दर्शाया जाता है और C द्वारा दोष मुक्त साइफर टेक्स्ट को निरूपित किया जाता है अब इन 2 के बीच के अंतर को हमलावर द्वारा गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है आइए हम एईएस ब्लॉक साइफर पर एक बहुत ही सरल फॉल्ट करते हैं जिससे आप में से कई लोग जानते होंगे एईएस शायद इन दिनों सबसे प्रसिद्ध या अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लॉक साइफर है एईएस इनपुट के रूप में 128 बिट प्लेन टेक्स्ट लेता है जिसे हम P के रूप में लेबल करते हैं और प्रत्येक बिट को P0 P1 से P127 तक लेबल किया जाता है यह इस विशेष प्लेन टेक्स्ट पर विभिन्न ऑपरेशन करता है ये ऑपरेशन न केवल इनपुट पर निर्भर करता है बल्कि गुप्त कुंजी या एईएस गुप्त कुंजी पर भी और आखिरकार 10 राउंड के बाद जो हमने प्राप्त किया है वह साइफर टेक्स्ट है जिसमें बिट्स C0 से C127 शामिल हैं अब एईएस पर एक सरल हमले का प्रदर्शन करने के लिए एक हमलावर को क्या करना है एईएस के अंतिम दौर में एक फॉल्ट fa को इंजेक्ट करना है इसलिए हमलावर को यह नहीं पता होना चाहिए कि पूरे एईएस के दौरान क्या हो रहा है लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण अंतिम ऑपरेशन है कि एईएस पर क्या किया जाता है अंतिम ऑपरेशन निम्नानुसार है इसमें एक कुंजी है जिसे 10 वीं राउंड कुंजी के रूप में जाना जाता है और यह 10 वीं राउंड कुंजी कुछ इंटरमीडिएट स्टेट के साथ xored है जो एन्क्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान आपको साइफर टेक्स्ट देने के लिए इस प्रक्रिया से प्राप्त होती है इसलिए इस हमला में हम क्या देखेंगे है हमलावर एक फॉल्ट का इंजेक्शन लगाकर इस साइफर टेक्स्ट का एक बिट प्राप्त करने में सक्षम होगा अब फॉल्ट को हमलावर इस विशिष्ट स्थान पर लक्षित करेगा और यह फॉल्ट बहुत विशिष्ट है इस प्रकार की फॉल्ट इस विशेष रेखा को 0 होने के लिए मजबूर करेगी इसलिए इसे 0 फॉल्ट पर अटक के रूप में जाना जाता है और यह एक बहुत लोकप्रिय फॉल्ट मॉडल है विशेष रूप से वीएलएसआई परीक्षण के दृष्टिकोण से तो यह कि क्या मान 0 या 1 या इतने पर मौजूद था से स्वतंत्र है यह दोष इस लाइन को 0 पर मजबूर करेगा जिसके परिणामस्वरूप हम आउटपुट में जो देखेंगे वह है यह मान C हैश 0 हमेशा K0 का मान होगा इसलिए जो हम देखते हैं कि गुप्त कुंजी बिट K0 को आउटपुट के लिए दिया जाता है इसलिए हमलावर को केवल यह जानने के लिए साइफर टेक्स्ट के इन महत्वपूर्ण बिट को देखने की आवश्यकता होगी कि K0 का मान क्या है इसलिए इस तरह से गुप्त कुंजी का एक बिट हमलावर के पास है झूठे और अन्य सभी बिट्स को इंजेक्ट करके एक समान दृष्टिकोण में हमलावर गुप्त कुंजी के सभी बिट्स प्राप्त करने में सक्षम होगा अब इस हमलावर के साथ समस्या बेहद सरल है तथ्य यह है कि आपको संपूर्ण एईएस गुप्त कुंजी को पूरी तरह से पुनर्प्राप्त करने के लिए 128 बिट्स की आवश्यकता होगी पहले तो इस बिट फॉल्ट को बनाना बेहद मुश्किल है और इसके अलावा हमें एईएस की गुप्त कुंजी को पूरी तरह से निकालने के लिए 128 ऐसे बिट्स की आवश्यकता होगी इसलिए अतीत में लोगों ने वास्तव में इस समस्या का अध्ययन किया है और उन्होंने समाधान खोजने की कोशिश की है जिसके द्वारा सबसे पहले हम साइफर की गुप्त कुंजी प्राप्त करने के लिए आवश्यक फॉल्ट की संख्या को कम कर सकते हैं और दूसरा रिलैक्स डिफ़ॉल्ट मॉडल हैं थोड़ा सा फॉल्ट होने के बजाय शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि गुप्त कुंजी प्राप्त करने के लिए अन्य प्रकार के फॉल्ट जैसे कि बाइट्स में यादृच्छिक फॉल्ट या एकाधिक बाइट फॉल्ट का फायदा उठाया जा सकता है तो आइए हम एक हमले को देखते हैं जो इस से थोड़ा बेहतर है आगे हम जो दिखाएंगे वह यह है कि जिस स्थान पर फॉल्ट का इंजेक्शन लगाया गया है उसके स्थान को बदलकर हमलावर 128 से 16 तक आवश्यक फॉल्ट की संख्या को कम कर सकता है इसके लिए केंद्रीय विचार इस संरचना को देखना है इस संरचना में कुछ इनपुट शामिल हैं जिन्हें हम पी निरूपित करते हैं यह आवश्यक नहीं है कि P प्लेन टेक्स्ट है लेकिन यह साइफर के कुछ मध्यवर्ती सटेट हो सकता है यह कुंजी के साथ XOR हो जाता है और फिर एस बॉक्स ऑपरेशन होता है और फिर आपके पास एक साइफर टेक्स्ट आउटपुट होता है अब अगर हमलावर P स्थान पर एक फॉल्ट को इंजेक्ट करने में सक्षम है और P के मूल्य को बदलकर P e जहां e फॉल्ट है जिसे इंजेक्ट किया जाता है अब प्राप्त आउटपुट त्रुटिपूर्ण होगा इसलिए वास्तव में इसके साथ हमलावर 2 समीकरण प्राप्त कर सकता है एक है दोष मुक्त समीकरण आइए हम इस आउटपुट को C मानते हैं और फॉल्ट के प्रेरित होने के कारण यह आउटपुट C है हम निश्चित रूप से जानते हैं कि फॉल्ट प्रेरित है C निश्चित रूप से C के बराबर नहीं होगा इसलिए हम इसे समीकरण रूप में निम्नानुसार दर्शा सकते हैं C S P XOR k इसी तरह यह C S P XOR e XOR k के बराबर होगा ध्यान दें कि चूंकि e का एक मान है जो 0 के बराबर नहीं है इसलिए हमारे पास इस आधार पर एक s box ऑपरेशन है जो पूरी तरह से अलग दिखाई देगा तो अब हम देखते हैं कि C XOR C क्या है और हम जो देखते हैं वह है इसे S P XOR k XOR S P XOR e XOR k के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि हमलावर दोषपूर्ण साइफर टेक्स्ट और दोष मुक्त साइफर टेक्स्ट जानता है समीकरण का यह विशेष घटक ज्ञात है अब यह भी पता चलता है कि हमलावर फिर k के सभी संभावित मूल्यों की पुनरावृति कर सकता है और पहचान सकता है कि इनमें से कौन से समीकरण वास्तव में संतुष्ट हैं तो हम कहते हैं कि e एक एकल बिट दोष है और इसलिए e का मान या तो 00000001 हो सकता है क्योंकि यह इस मामले में LSB बिट को संशोधित करता है या इसमें 00000010 जैसे मान हो सकते हैं और इसी तरह 10000000 तक हो सकते हैं और इस प्रकार e के लिए 8 संभावित मान हैं अब e के इन संभावित मूल्यों में से प्रत्येक के लिए यह पहचान कर सकता है कि इस समीकरण का हल क्या है और यह सत्यापित करें कि क्या यह एलएचएस से मेल खा रहा है इसलिए चूंकि इस एस बॉक्स या एस फ़ंक्शन में एईएस के लिए समाधानों की संख्या के लिए 256 अलग अलग मूल्य हैं यह विशेष समीकरण घटकर मात्र 8 रह जाता है दूसरे शब्दों में हमलावर को जिस चीज की आवश्यकता होगी वह यहां खत्म हो जाएगी इस कुंजी k के लिए सिर्फ 8 अलग अलग मूल्य हैं इस प्रकार हमलावर ने k के लिए अलग अलग मूल्यों को 256 अलग अलग मानों से घटाकर k के लिए सिर्फ 8 अलग अलग मानों में घटा दिया है तो आइए देखें कि व्यवहार में यह कैसे किया जा सकता है अब अगर हम एईएस के अंतिम दौर पर विचार करें तो 3 ऑपरेशन हैं जिन्हें एक के बाद दूसरी पंक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और फिर कॉलम को मिलाया जाता है अब अगर हमलावर इस विशेष स्थान पर गलती करता है यह इस बाइट को परेशान करेगा अब इस बाइट को वास्तव में स्थानापन्न बाइट ऑपरेशन के कारण संशोधित किया जाएगा और स्थानापन्न बाइट को अनिवार्य रूप से S P के रूप में दर्शाया जाता है इसलिए फॉल्ट के परिणामस्वरूप इस स्थानापन्न बाइट का आउटपुट S P होता है जब कोई फॉल्ट नहीं होती है और S P f जब कोई फॉल्ट इंजेक्ट किया जाता है तो यह इस माध्यम से गुजरता है और अंत में आउटपुट तक पहुँचता है आउटपुट के इस विशेष बाइट या तो S P K0 या S P f K0 है इसलिए इसके आधार पर हमलावर इस समीकरण C0 C0 S P S P f का निर्माण कर सकता है जहाँ C0 दोषपूर्ण साइफर टेक्स्ट बाइट है और C0 सही साइफर टेक्स्ट बाइट है या जैसा कि हम इसे फॉल्ट फ्री साइफर टेक्स्ट बाइट कहें और फॉल्ट के विभिन्न मूल्यों में से प्रत्येक के लिए f हमलावर सभी संभावित मानों को पुनरावृत्त करने में सक्षम होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं और तब एईएस एस बॉक्स अच्छी तरह से जाना जाता है P के लिए 8 मानों की पहचान करने के लिए और इसलिए हम गुप्त कुंजी k के लिए 8 अलग अलग उम्मीदवार मान प्राप्त करेंगे इसलिए एईएस ब्लॉक साइफर के लिए बहुत अधिक अलग अलग हमले हुए हैं वास्तव में हमलों ने 16 फॉल्ट से झूठे इंजेक्शन की संख्या को और कम कर दिया है जैसा कि हमने यहां देखा है कि यह केवल एक फॉल्ट है वास्तव में एईएस पर सबसे अच्छा ज्ञात हमला केवल 8 वें दौर में मौजूद एक फॉल्ट की आवश्यकता है जो पूरी तरह से एईएस गुप्त कुंजी प्राप्त कर सकता है इसलिए इन फॉल्ट के हमलों के बारे में विवरण में नहीं जाएगा लेकिन हम वास्तव में यहां रुकेंगे और इसे दर्शक के लिए छोड़ देंगे एईएस पर अन्य अधिक शक्तिशाली फॉल्ट हमलों को देखने के लिए वास्तव में संबंधित कागजात के माध्यम से जा सकते हैं धन्यवाद